इस कक्षा में हम मिनिमाइज़ेशन प्रॉब्लम्स के लिए सिम्पलेक्स टेबल को देखते है हम उसी उदाहरण पर विचार करते हैं जिसका इस्तेमाल हमने चित्रमय और बीजगणितीय विधि में समस्या को न्यूनतम करने के लिए किया था तो 7X1 5X2 X1 X2 ≥4 5X12X2 ≥10 X1 X2 ≥ 0 की दशा मे न्यूनतम करना है अब इन असमानताएं को समीकरणों में बदलने के लिए स्लैक वेरियब्लेस को जोड़ा जाता हैं क्योंकि हमारे पास अधिक या बराबर होना एक बाधा है हम यहाँ एक नकारात्मक स्लैक वेरियब्ल X3 को X3 ≥ 0 के साथ जोड़ते हैं और क्योंकि हमारे पास अधिक या बराबर होना एक बाधा है हम -X4 को X4 ≥ 0 के साथ जोड़ते हैं तो दो नकारात्मक स्लैक वेरियब्लेस को जोड़ने के बाद हमें ये दो समीकरण मिलते हैं जब हमने एक अधिकतम समस्या का हल किया तो हमने स्लैक वेरियब्लेस के साथ आरंभिक बेसिक वेरिब्लस के रूप मे शुरुआत की थी क्योंकि हम एक समाधान प्राप्त करने में सक्षम थे अब हम X3 और X4 के साथ बेसिक वेरिब्लस के रूप मे शुरू करने की कोशिश करते हैं और अगर हम पहली बाधा या पहला समीकरण लेते हैं और X3 के संदर्भ में लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर X1 X2 नॉन बेसिक हैं और वे 0 पर हैं तो हमें एहसास होता है कि X3 एक नकारात्मक मूल्य लेता है हमें पता चलता है कि X3 अब एक नकारात्मक मान लेता है इसलिए X3 4 हो जाता है इसलिए हम X3 और X4 के साथ समाधान शुरू नहीं कर पाएंगे इसे देखने का एक और तरीका है यदि हमने X3 और X4 के साथ शुरुआत की और अगर हमने X1 और X2 को छोड़ दिया तो हमारे पास X3 4 X4 10 का एक समाधान होगा जिसके साथ हम सिम्प्लेक्स टेबल शुरू नहीं कर सकते हैं सिंप्लेक्स टेबल एक बुनियादी संभव समाधान से शुरू होना चाहिए यह हमें एक असंभाव्यस्थिति प्रदान करेगा इसलिए अब हम क्या करते हैं हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सकारात्मक स्लैक वेरीयबल था एक स्लैक वेरीयबल 1 गुणांक के साथ तो हम उसी के साथ शुरू कर सकते थे लेकिन अधिक या बराबर की बाधा हमें एक स्लैक वेरीयबल सकारात्मक गुणांक और गैर नकारात्मक के साथ जोड़ने की गुंजाइश नहीं देता है तो हमारे पास वह अवसर नहीं है और इसलिए हम केवल सिम्प्लेक्स टेबल शुरू के खातिर दो चर जोड़ते हैं अब केवल सिम्प्लेक्स टेबल को शुरू करने के लिए हम इन दो वेरिएबल्स को जोड़ते हैं हम a a1 और a a2 इन दो समीकरणों में डालते हैं अब इन चर को कृत्रिम चर कहा जाता है क्योंकि वे समस्या से संबंधित नहीं हैं एक तरह से स्लैक वेरीयबल समस्या के हैं क्योंकि अगर समस्या में यह असमानता है और अगर मैं इस असमानता को एक समीकरण के रूप में लिख रहा हूं तो फिर यहाँ स्वचालित रूप से स्लैक वेरीयबल आता है तो यह समस्या का हिस्सा है अब ये कृत्रिम चर समस्या का हिस्सा नहीं हैं इन्हें केवल सिम्प्लेक्स टेबल शुरू करने के उद्देश्य के लिए पेश किया जाता है इसलिए हमने दो कृत्रिम चर a1 और a2 और पेश किए और अब हम इन कृत्रिम चरों के साथ सिंप्लेक्स टेबल शुरू कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि स्लैक वेरीयबलस औब्जैकटिव फंकशन में योगदान नहीं करते हैं अब हमें यह पता लगाना है कि कृत्रिम चर का योगदान औब्जैकटिव फंकशन में क्या है अब यह समझने के लिए आइए हम कृत्रिम चर के बिना समस्या पर वापस जाएं इसलिए जब हम कृत्रिम चर के बिना इस समस्या को देखते हैं तो मुझे यहाँ एक समस्या है जो है दी गई समस्या जिसमें a1 a2 नहीं है अब मैं इस समस्या के लिए a1 a2 जोड़ूंगा और मैं इस नई समस्या को हल करने जा रहा हु जिसमें a1 और a2 है अगर मुझे पुराने समस्या का हल खोजना है और पुरानी समस्या में a1 a2 नहीं है तो जाहिर है इस समस्या के समाधान मे a1 a2 नहीं होना चाहिए लेकिन मैं a1 a2 को पेश करूंगा और इसलिए यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं इस समस्या को हल करू तो यदि समाधान मौजूद है तो उसमे a1 a2नहीं हो मैं क्या कर रहा हू मैं a1 और a2 के लिए एक बड़ा औब्जैकटिव फंकशन गुणांक देता हूं यह बड़ा M विशाल है यह बड़ा M है जैसे अगर मैं 7 5 0 और 0 जैसे अन्य मूल्यों को देखता हूं तो बड़ा M विशाल है बड़ा M 100 है बड़ा M है 1000 बिग एम 10000 है यह एक बहुत बडी वैल्यू है तो बड़ा M का उपयोग किया जाता है बड़े M का उपयोग एक बहुत बड़े सकारात्मक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटेशन के रूप में किया जाता है जो बहुत बड़ी वैल्यू है और अनंत तक जाता है इसलिए अगर मैं a1 और a2 के लिए एक बहुत बड़ा गुणांक रखता हूं और मैं न्यूनतम कर रहा हूं तो यह बहुत संभावना है कि एक समाधान a1 और a2 में नहीं आएगे अगर इस समस्या का हल है तो हमेशा रहेगा की एक समाधान जिसमे a1 और a2 शामिल होगा उसके औब्जैकटिव फंकशन वैल्यू की तुलना में छोटा होगा इसलिए यह संभावना है कि a1 और a2 समाधान में नहीं आते हैं इसलिए मैंने सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम को शुरू करने के लिए a1 और a2 पेश किया है साथ ही मैं औब्जैकटिव फंकशन के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक वैल्यू दे रहा हूं तो समाधान में a1 और a2 नहीं आते हैं इसलिए यदि मूल समस्या का हल है तो वही समाधान आएगा और समाधान जिसमे a1 और a2 है शामिल नहीं होगा क्योंकि उनके पास उच्च औब्जैकटिव फंकशन मान होंगे और मैं कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूं तो इस के साथ चलो और सिम्पलेक्स टेबल सेट करें इसलिए हम सिम्प्लेक्स टेबल को सेटअप करते हैं हम यह समस्या a1 और a2 के साथ देखते हैं और हम तालिका सेट करते हैं पिछले उदाहरण में हमने इसे अधिकतम समस्या के लिए हल किया है अब हमारे पास एक न्यूनतम समस्या है तो औब्जैकटिव फंकशन को 1 से गुणा करके यह न्यूनतम समस्या को अधिकतमकरण समस्या के रूप में लिखना आसान है इसलिए मैं यह कहकर सेटअप करूंगा कि अब यहाँ चर हैं X1 X2 X3 X4 a1 a2 कुल छः चर हैं आप देख सकते हैं यहाँ छह चर हैं औब्जैकटिव फंकशन गुणांक एक नकारात्मक संकेत के साथ लिखा गया है क्योंकि वे अधिकतम समस्या के लिए लिखे गए हैं तो यह 7 7 5 बन जाता है और इसी तरह अब मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मैंने यह लिखा है मेरी आइडैनटिटि मैट्रिक्स a1 और a2 के साथ आ रहा है क्योंकि उन्हें एक शुरुआती समाधान के लिए समस्या में डाला गया है और इसलिए उनके पास वहां एक आइडैनटिटि मैट्रिक्स होगा इसलिए मैं तालिका a1 और a2 के साथ शुरू करूंगा जो की मेरा पहला बेसिक चर के सेट के रूप में होगा औब्जैकटिव फ़ंक्शन गुणांक M और M हैं जो इन दो स्थितियों से लिए गए हैं अब मुझे Cj Zj ढूंढना है अब Z1 क्या है जो 6 M है इसलिए C1 Z1 7 है जो 6M 7 है अब आप देखेंगे कि मैं इस M को एक स्पष्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं ऐसा करने पर इसके दो तरीके हैं मैं M को एक स्पष्ट मूल्य दे सकता हूं क्योंकि अन्य गुणांक 7 और 5 की तरह छोटे हैं मैं M 100 दे सकता था लेकिन फिर अगर कुछ अन्य समस्याएं थीं जहां ये गुणांक बड़े हैं अब M उससे बड़ा होना चाहिए इसलिए मैं M का उपयोग संख्या के रूप मे कर रहा हूं जो बड़ी सकारात्मक है और अनंत तक जाती है इसलिए मैं इसे 6M 7 पर लिख रहा हूं यदि M 100 है तो यह 593 हो जाएगा लेकिन मैं इसमें स्पष्ट संख्या नहीं लिख रहा हूं मैं अभी भी बड़ा M एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिख रहा हूं अब C2 Z2 -M x 1 3M है तो 5 3M 5 M है तो M M M है है M M 0 है और इसी तरह यह 0 है मूल चर हमेशा Cj Zj के लिए 0 मान होगा Cj Zj के लिए मूल चर में हमेशा 0 मान होगा अब औब्जैकटिव फ़ंक्शन की वैल्यू है जो 14M है लेकिन यह प्रथा है कि आप इसे न लिखें जब आपके समाधान में यह कृत्रिम चर है तो आप बस एक डैश यहाँ डाल दे आखिरकार हम उन्हें नहीं चाहते हैं और इसलिए जब वे वहां होते हैं तो हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन की वैल्यू को नहीं लिखते हैं हम इसे केवल डैश के रूप में रखते हैं तो यह पहले वाले भाग को पूरा करता है अब हमे यह पता लगाना है कि क्या यह एक और चर है जो समाधान में आ सकता है इसलिए अब हम Cj Zj मानों को देखते हैं तो हम उस चर को ढूढते हैं जिसमें सबसे बड़ा सकारात्मक Cj Zj है अब यह एक नकारात्मक मान है यह एक नकारात्मक मान है ये दोनों सकारात्मक मान हैं जैसा कि M बड़ा है दोनों सकारात्मक वैल्यू हैं यदि M अनंत है तो दोनों अनंत हैं लेकिन यदि M बड़ा है और अनंत नहीं 6M 3M से बड़ा होगा और 6M 7 3 5 से बड़ा होगा क्योंकि M पर्याप्त रूप से बड़ा है इसलिए Cj Zj सबसे सकारात्मक X1 के लिए होता है और चर X1 समाधान में आ जाएगा अब X1 समाधान में आ जाएगा और इसे a1 या a2 को बदलना होगा ऐसा करने के लिए हम अनुपात 41 और 105 पाते हैं तो 41 4 है 105 2 है और लिमीटिंग वैल्यू इन दो अनुपात से न्यूनतम है और इसलिए यह चर a2 समाधान छोड़ देगा और चर X1 चर a2 के बदलें समाधान में होगा अब मैंने पहली तालिका दिखाई है जहाँ चर X1 चर a2 की जगह ले रहा है अब हमे अगली पुनरावृत्ति करना है इसलिए वेरिएबल X1 को वेरिएबल a2 की जगह लिया गया है तो हम 2 लिखते हैं X1 ने a2 की जगह ले ली है और a1 वहाँ जारी है तो X1 और a1 हमारे मूल चर हैं पहली पंक्ति जो हमारे पास हैं उससे औब्जैकटिव फ़ंक्शन गुणांक M और 7 हैं अब यह तत्व जो प्रवेश चर और छोड़ने वाले चर का प्रतिच्छेदन है जो एक अलग रंग में दिखाया गया है यह आपकी पिवोट तत्व है और यह पंक्ति आपकी पिवोट पंक्ति है इसलिए जैसा कि हमने पहले किया था पिवोट पंक्ति के प्रत्येक तत्व को पिवोट तत्व द्वारा विभाजित करें तो 55 1 है याद रखें कि यह दूसरी पंक्ति पिवोट पंक्ति है इसलिए मैं दूसरी पंक्ति पहले लिखता हूं तो 55 1 है 25 25 है 05 0 है ⅕ 15 है 05 0 है 15 15 है और दाहिने हाथ की ओर 105 है जो 2 है अब यह 2 इस 2 के समान है जिसे 105 के रूप में भी प्राप्त किया गया था अब हमें a1 पंक्ति पहली पंक्ति लिखनी होगी अब यह X1 एक बेसिक वैरिएबल बन गया है इसलिए इसमें 011 पहले से ही होना चाहिए मुझे यहाँ 0 की आवश्यकता है मुझे यहाँ 1 को भी बरकरार रखना है मुझे यहाँ 1 को भी बरकरार रखना होगा क्योंकि a1 एक बेसिक चर है तो मुझे इस स्थिति में 0 की आवश्यकता है तो मैं पिछले को देखता हूं जो कि 1 है इसलिए 1 1 मुझे 0 देगा इसलिए यह संख्या माइनस यह संख्या मुझे वह वैल्यू देगी जो मुझे इस पद पर चाहिए तो 1 1 0 है 1 25 35 1 0 1 0 15 15 है 1 0 1 है 0 15 15 है और 4 2 2 है तो अब हमने इसे पूरा किया और हमें Cj - Zj का मान लिखना है तो हम Cj Zj लिखते हैं तो 7 x 1 7 है तो 7 है तो 7 0 है मूल चर को हमेशा एक मान 0 मिलेगा दूसरा जिसे हमें सावधानीपूर्वक लिखना है M x 35 3M5 - 145 तो 5 3M 5 145 जो सरलीकरण पर हमें देगा 3M 115 हमें M देगा तो 0 M M है M x 15 7 x 15 M 5 75 है तो यह M 7M 5 एक चिन्ह के साथ बन जाएगा तो मेरे पास एक होगा मेरे पास यहां एक ऋण चिह्न होगा तो यह बन जाएगा नहीं मेरे पास एक ऋण चिह्न नहीं है बस इसे मिटा दीजिये इसलिए मुझे M 5 और 0 M 5 प्लस M 5 है जो यहां आता है और यहाँ मेरे पास 7 5 है तो 0 7 5 75 है तो M 7 5 सही है पांचवां M x 1 M 0 है इसलिए मेरे पास एक 0 होगा मेरे पास यहां 0 होगा क्योंकि यह एक बेसिक चर है पिछले के लिए M5 75 तो M M 5 75 6M 75 हो जाएगा औब्जैकटिव फ़ंक्शन को फिर से डैश के रूप में लिखा गया है क्योंकि अभी भी समाधान मे एक कृत्रिम चर है तो यह डैश हो जाता है अब फिर से हम जाँचना चाहते हैं कि क्या हमें यहाँ रुकना है क्या हम ओप्टिमम समाधान पर पहुंच गये है या नहीं या हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है तो सबसे सकारात्मक Cj Zj को एंटर करेगे इसलिए यह ऋणात्मक है यह ऋणात्मक है 3M 115 M 75 3M M से बड़ा है इसलिए X2 चर समाधान में आने की कोशिश करेगा अब जब चर X2 समाधान में आने की कोशिश करता है तो a1 या X2 को बदलना होगा यह करने के लिए कि हम लिमीटिंग वैल्यूस का पता लगाते हैं 2 35 2 x 53 है जो कि 103 225 2 x 52 है जो 102 है जो 5 है छोटा मान 103 है इसलिए यह लिमीटिंग वैल्यूस है इसलिए वेरिएबल X2 आएगा और वेरिएबल a1 बाहर जाएगा अब मैंने पूरी बात आपको बताई है दोनों तालिकाएँ को दिखाया है चर X2 समाधान में आएगा और चर a1 समाधान से बाहर जाएगा तो यह नंबर जो की एक अलग रंग में दिखाया गया पिवोट तत्व है तो अब हम नए मूल चर लिखते हैं जो कि X2 और X1 हुआ X2आया है और a1 को बदल दिया है इसलिए हम X2 और X1 लिखते हैं तालिका के इस भाग से औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 5 और 7 हैं अब हमें इस पंक्ति को पहले लिखना है धुरी पंक्ति को प्रतिस्थापित करना होगा इसलिए पिवोट पंक्ति के प्रत्येक तत्व को पिवोट तत्व द्वारा विभाजित करें तो पहली पंक्ति मे हर तत्व को 35 से विभाजित करके लिखा गया है तो 0 35 0 है 35 35 1 है 1 35 53 है 15 35 13 है 135 53 है और 15 35 13 है 2 35 103 है तो पहली पंक्ति लिखी गई है अब हमें दूसरी पंक्ति लिखनी होगी अब ऐसा करने के लिए हमारे पास यह चर X2 यहां आ रहा है तो यह एक 0 यहाँ होना चाहिए इसमें एक 0 होना चाहिए X1 में 0 1 होना चाहिए X2 वह 1 है जो अब आया है तो मुझे यहां 0 मिलना चाहिए तो एक 0 प्राप्त करने के लिए मैं अनुरूप स्थिति को देखता हूं जो 25 है तो यह 25 गुना 1 0 है तो 25 25 गुना 1 0 है इसलिए हम उस 1 25 गुना का उपयोग करते हैं 1 25 x 0 1 है 25 25 x 1 0 है 0 25 x 53 है 23 15 25 x 13 है 1 5 215 तो 15 315 215 515 है जो की 13 हो जाएगा 0 25 x 53 23होगा और 15 25 x 13 15 215 है जो 13 2 25 x 103 2 43 हो जाएगा तो 2 43 23 है जो यहाँ दिखाया गया है अब हमें यह जांचना होगा कि यह समाधान इष्टतम है या हम यहाँ इष्टतम पर पहुंच गए हैं या हमें आगे जाने की आवश्यकता है ऐसा करने के लिए हमें Cj Zj मानों को खोजना होगा तो हम Cj Zj करते हैं तो 7 है 7 0 है Z2 50 5 है C2 Z2 5 है जो 0 है तो मूल चर में 0 मान होगा यहाँ यह 253 143 जो 113 है 0 113 113 है यहाँ यह 53 73 है जो 23 है तो 0 23 23 है अब यहाँ 253 143 है जो 113 है इसलिए M 113 इसलिए यह M 113 जो 3M 3 113 है अंतिम 53 73 23 है तो यह -M 23 M 23 बन जाता है तो यह 3M 23 हो जाएगा औब्जैकटिव फ़ंक्शन के मान की गणना अब हम करते है तो x 103 503 143 वह 643 है अब हमें यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या कोई सकारात्मक Cj Zj है अब हमारे पास 0 0 ऋणात्मक ऋणात्मक 3M 113 एक ऋणात्मक मात्रा है 3M 23 भी एक ऋणात्मक मात्रा है तो वे सभी नकारात्मक हैं कोई चर नहीं एंटर कर रहा है इसलिए एल्गोरिथ्म बंद हो जाता है हमें एक समाधान देकर X1 23 X2 103 औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 643 के बराबर है लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमने न्यूनतम समस्या को 1 से गुणा करके एक अधिकतम समस्या में बदल दिया है इसलिए हमें फिर 1 के साथ न्यूनतम करने के लिए गुणा करना होगा और यह कहना होगा कि औब्जैकटिव फ़ंक्शन वैल्यू 643 है जबकि यह अधिकतम करने के लिए यह 643 था इसलिए जब हम एक न्यूनतम समस्या को अधिकतम समस्या के रूप में हल करते हैं हमे एक नकारात्मक वैल्यू मिल जाएगी और अंत में हमें इसे सकारात्मक बनाना होगा तो इष्टतम समाधान X1 23 X2 103 और औब्जैकटिव फ़ंक्शन 643 न्यूनतम समस्या के लिए है तो यह है कि कैसे सिम्प्लेक्स टेबल न्यूनतम समस्या के लिए काम करता है जब हमारे पास इससे अधिक या बराबर प्रकार की बाधाएं होती है हमारे पास नकारात्मक स्लैक चर होंगे जो शुरू मे समाधान के लिए चर नहीं हो सकते इसलिए हम कृत्रिम चर जोड़ते हैं और जब हम कृत्रिम चर जोड़ते हैं तो हमारे पास यह होगा अधिकतम करने के लिए M और न्यूनतमकरण के लिए M शामिल करते है तो इस विधि को भी बड़ी M विधि कहा जाता है क्योंकि हम इन समस्याओं को हल करने में बड़े M का उपयोग कर रहे हैं इसलिए जब भी हमारे पास अधिक या उसके बराबर बाधा हो हम कृत्रिम चर जोड़ रहे होंगे और सबसे न्यूनतम समस्याएँ अधिक या उसके बराबर बाधाओं से होंगी और इसलिए हम इस बड़ी M विधि का उपयोग सरलतम एल्गोरिथ्म का उपयोग करके न्यूनतम समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं सिम्प्लेक्स टेबल के अन्य पहलू अब हम बाद की कक्षाओं में देखेंगे